नमस्कार यह लेक्चर 39 है आज हम लिनीअर ऐल्जेब्रा में वेक्टर स्पेसेज़ विषय पर चर्चा करेंगे पिछले लेक्चर को याद करते है जहाँ हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax बराबर 0 के सलूशन सेट को देखा था यह सलूशन सेट बहुत ही ख़ास है यह सलूशन सेट क्यों इतना खास है Ax बराबर 0 के सलूशन सेट को V कहेंगे हम दो एलिमेंटस लेंगे x1 और x2 तब Ax10 होगा और Ax20 होगा क्योंकि यह दोनों Ax0 के सलूशन है अब इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ेंगे यानी कि x1x2यह भी Ax0 का सलूशन है यह लीनियर प्रॉपर्टी के कारण होता है Ax1 और Ax2 मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट है यह 0 है और यह भी 0 है तो यह x1x2 इसका सलूशन है इतना ही नहीं अगर हम कोई भी एलिमेंट इस सेट से लेते हैं और उसको एक वास्तविक संख्या मान ले से गुणा करते हैं तो x भी सेट V का सदस्य होगा क्योंकि x एक सलूशन है तब Aλx बराबर है λAx के और यह Ax बराबर है 0 के फिर यह लंबदा गुणा 0 बराबर होगा वेक्टर 0 के तो हमने देखा कि यह एक खास सेट है जहां दो एलिमेंट्स का योग भी सेट का सदस्य होता है और अगर सेट के एलिमेंट को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो वह भी सेट का सदस्य होता है अब हम उस दिशा की ओर बढ़ रहें हैं जहां इस ख़ास सेट को वेक्टर स्पेस नाम से संबोधित किया जाता है वेक्टर स्पेसेस खास सेट होते हैं अब हम वेक्टर स्पेस को R के ऊपर परिभाषित करेंगे R कुछ भी हो सकता है यहाँ हमने R को वास्तविक संख्या के सेट के बराबर माना है यह कंपलेक्स नंबर के बराबर भी माना जा सकता है तथा और व्यापक रूप में हम इसे फील्ड कहते हैं यह कोई भी फील्ड हो सकता है लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे मुख्य तौर पर हम इस वेक्टर स्पेस को R के ऊपर ही मानेंगे R वास्तविक संख्या का सेट है इस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर कहते हैं यहां एक और बात जिक्र योग है वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर कहा जाता है यही मैट्रिक्स भी हो सकते हैं यह फंक्शन भी हो सकते हैं यह सब इस पर निर्भर करता है कि V में कौन से एलिमेंट्स है लेकिन हम इस V के एलिमेंट्स को वेक्टर कहेंगे अब हम इसे परिभाषित करेंगे और दो बाइनरी ऑपरेशंज़ को भी एक सेट जिसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे को इस R और दो बाइनरी ऑपरेशन जिसे वेक्टर अडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे के साथ परिभाषित करेंगे तो देखते है कि हमारे पास क्या है हमारे पास एक सेट है V और एक और सेट है जो की वास्तविक संख्या का सेट है यह वेक्टर एडिशन है जो की सेट V पर परिभाषित करनी होगी और यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो अब हमें वेक्टर स्पेस को परिभाषित करने के लिए यह चार टर्म्स परिभाषित करनी होंगी यानी कि सेट V वास्तविक संख्या का सेट या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और दो अल्जेब्रिक ऑपरेशन वेक्टर अडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को परिभाषित करेंगे तो अब हमें देखना है कि V को वेक्टर स्पेस कब कहेंगे तब कहेंगे जब यह नीचे दी गई अकसीयम्स सेट द्वारा मानी जाएगी तो क्या है यह अकसीयम्स पहली अकसीयम्स में सेट V से दो एलिमेंटस u और v लेंगे और इनका योग करेंगे इस योग से जो नया एलिमेंट प्राप्त हुआ है वह इस सेट का सदस्य होना चाहिए इसे ऐडिटिव क्लोज़र प्रॉपर्टी कहते है यानी कि अगर हम इस सेट V से दो एलिमेंट लेंगे और उसपर वेक्टर एडिशन जो कि इस सेट V के लिए परिभाषित है करेंगे और फिर जो इसके बाद नया एलिमेंट प्राप्त होगा वो V का सदस्य होना चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी में लंबदा गुणा u होता है जहाँ को स्केलर कहा जाता है क्यूँकि इस वास्तविक संख्या के सेट का सदस्य है अगर इसे थोड़ा और व्यापक बनाए तो इसे कॉम्प्लेक्स नम्बर का सेट भी ले सकते है किंतु हम यहाँ वास्तविक संख्या का ही सेट लेंगे यहाँ यह u स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ यह स्केलर वेक्टर u से गुणा है यह u एलिमेंट V का सदस्य है यह एक और क्लोज़र प्रॉपर्टी है एक बार फिर से किसी भी u के लिए u एलिमेंट सेट V का सदस्य होना चाहिए यह सेट की क्लोज़र प्रॉपर्टी है uv∈V∀uv∈V u∈V∀λ∈Ru∈V वेक्टर स्पेस की और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है लेकिन वह हमारी चर्चा में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन सम्पूर्णता के लिए इन्हें वर्णित करेंगे क्योंकि यहाँ सभी उदाहरणों में यह प्रॉपर्टी संतुष्ट होतीं है यह दो प्रॉपर्टी जिन्हें हम क्लोज़र प्रॉपर्टी कहते है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है यह तीसरी प्रॉपर्टी है uvvu for uv∈V और इसे वेक्टर की कम्यूटटिव प्रॉपर्टी कहते है uvvu∀uv∈V एक और प्रॉपर्टी है जिसमें पहले u जमा vw या फिर पहले uv और फिर w जमा करेंगे तो यह बराबर होना चाहिए इसे अस्सोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते है यहाँ 0 वेक्टर का अस्तित्व है अब हम ज़ीरो वेक्टर को परिभाषित करते है सेट V में ज़ीरो वेक्टर होना अनिवार्य है इस ज़ीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर इस 0 वेक्टर में कोई भी एलिमेंट जमा करें तो वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा इसे ज़ीरो वेक्टर कहेंगे और यह V में होना अनिवार्य है uvwuvw∀uvw∈V Associativity ∃0 in V st u0u∀u∈V एक और प्रॉपर्टी है कि हर V के एलिमेंट u के लिए सेट V में एक वेक्टर u होना अनिवार्य है यह u केवल एक नोटेशन है इस नेगेटिव का मतलब है कि अगर u और u को जमा किया जाए तो यह ज़ीरो वेक्टर देगा जो कि पहले से ही सेट में मौजूद है For each u∈V a vector in V denoted by u st u u0 एक और प्रॉपर्टी है यह प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में है पहले को u के साथ गुणा करेंगे या पहले और को वास्तविक संख्या के सेट में गुणा करें फिर u से गुणा करने पर एलिमेंट बराबर आना चाहिए ध्यान रहे वास्तविक संख्या है और u सेट V से लिया गया है uλμu∀λμ∈Ru∈V और uv बराबर है uλv के जहाँ ∈R and all uv∈V है इसे स्केलर और वेक्टर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है uvλuλv∀λ∈Randuv∈V तो अब हमारे पास λμu है जो की uμu के बराबर होना चाहिए यह R के हर सदस्य लंबदा और मयू तथा V के हर सदस्य u के लिए संतुष्ट होना चाहिए λμuλuμu∀λμ∈Ru∈V आखरी प्रॉपर्टी में इस सेट V में हर u के लिए हमारे पास 1 गुणा u होना चाहिए 1 एलिमेंट R का आइडेंटिटी एलिमेंट है R वास्तविक संख्या का सेट है यहां u गुणा 1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो कि इस सेट के लिए परिभाषित होनी चाहिए और यह गुणनफल u के बराबर होना चाहिए यह प्रॉपर्टी हर u के लिए संतुष्ट होनी चाहिए For each u∈V1uu1 being the identity element in R हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है लेकिन जैसे कि पहले बताया गया था केवल यह दो प्रॉपर्टीज ही महत्वपूर्ण है एक है क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें uv सेट का सदस्य होना चाहिए तथा u भी सेट का सदस्य होना चाहिए हर u और हर Rके सदस्य के लिए इन दो प्रॉपर्टीज और बाकी की सभी प्रॉपर्टीज जैसे कि जीरो विक्टर का अस्तित्व नेगेटिविटी का अस्तित्व और बाकी के डिस्ट्रीब्यूटिव और अस्सोसिएटिव प्रॉपर्टीज सेट V के लिए संतुष्ट होनी चाहिए इस सेट V को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं वेक्टर स्पेस को अच्छे से समझने के लिए अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे पहले उदाहरण में R के ऊपर वेक्टर स्पेस R n है यह R n क्या है R n के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं तो यह R n के एलिमेंट्स आर्डरड n टुप्ल्स होते है मतलब कि हमारे पास इस प्रकार के एलिमेंट्स है a 1 a 2 a 3 a n और यह सभी वास्तविक संख्या है तो इस R n के हर एलिमेंट में n कंपोनेंट होते है अब हम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को परिभाषित करेंगे केवल तभी हम यह कह सकते है कि यह वेक्टर स्पेस इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन के संदर्भ में है यहां R वास्तविक संख्या का सेट माना गया है यहां वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सामान्य तौर पर ही परिभाषित किये गए है सेट Vसे a1a2an b1b2bnदो एलिमेंट्स लिए गए है इनका योग कॉम्पोनेन्ट वाइज लिया गया है a1a2anb1b2bna1b1a2b2anbn विशेष तौर पर एडिशन ऐसे की जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन a1a2an में केवल लंबदा को हर एक एलिमेंट से गुणा करना है a1a2ana1a2an R तो इस सेट के लिए इस तरह से वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है अब हम केवल यह दो क्लोजर प्रॉपर्टीज देखेंगे क्योंकि इस स्थिति में बाकी की प्रॉपर्टीज आसानी से संतुष्ट हो जातीं हैं जैसे कि जीरो एलिमेंट का अस्तित्व है यह है जीरो एलिमेंट में सभी कंपोनेंट्स जीरो है नेगेटिव एलिमेंट इन सभी एलिमेंट के साथ माइनस साइन लगाने से नेगेटिव एलिमेंट प्राप्त हो जाता है कमयुटेटिव प्रॉपर्टी आसानी से संतुष्ट हो जाती है यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी आसानी से संतुष्ट हो जाती है जब दो एलिमेंट्स को जमा करेंगे तो जो नया एलिमेंट प्राप्त होता है वह Rnका सदस्य है तो वेक्टर एडिशन के संदर्भ में क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाती है यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी संतुष्ट हो जाती है यह नया एलिमेंट a1a2an Rn का सदस्य है यह दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट हो जाती है और इसी तरह से बाकी की प्रॉपर्टी भी आसानी से संतुष्ट हो जाती है तो Rn एक वेक्टर स्पेस है इसी तरह से R के ऊपर R2एक वेक्टर स्पेस है औरR के ऊपरR3 भी एक वेक्टर स्पेस है इस तरह से हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जहां पॉलिनॉमियल्स स्पेस लेंगे यहाँ हम Pn को R के ऊपर मान रहे हैं R पहले की ही तरह वास्तविक संख्या का सेट है यह Pn कैसा दिखता है Pn सभी पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री n के बराबर या उससे कम है का एक सेट है और इसके एलिमेंट्स इस तरह के दिखते हैं a0a1tastsजहां s एक संख्या है जो n से कम या उसके बराबर है यहां हम इस तरह के पॉलिनॉमियल्स की बात कर रहे हैं pta0a1tastswhere s≤n and ai∈R यहां कोन्सटांत्स इसके सदस्य है यह n पर निर्भर करता है कि लिनियर पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इसके सदस्य है तो यह सेट n या उससे कम डिग्री के पॉलिनॉमियल का सेट और यह सभी a यहां केवल वास्तविक संख्याएँ है तो इस स्थिति में हमारे वेक्टर यह पॉलिनॉमियल्स होंगे और अब हम इस की क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ आसानी से संतुष्ट हो जाती है हम सेट से दो एलिमेंट्स लेंगे मान लें पहला एलिमेंट को p1 से संबोधित करेंगे जिसमे गुणक a से संबोधित है यह पहला एलिमेंट है यहाँ t की पावर n है अब दूसरा दूसरा एलिमेंट लेते हैं जिसमें गुणक b से संबोधित है यहां डिग्री n या उससे कम होगी तो यह b0है यह b1t है और यह डिग्री n या उससे काम है यह दोनों एलिमेंट एक ही सेट से लिए गए हैं अब इन्हें जमा करेंगे यानी कि p1 जमा p2 इसमें एडिशन में केवल एक साथ के गुणक को ही जमा करेंगे a0b0कांस्टेंट और फिर t साथ यह a1b1 है और t2 के साथ a2b2 है और tn के साथ anbnहै एडिशन के बाद यह नया पोलीनोमिअल प्राप्त हुआ है स्वाभाविक है कि जब a0 और b0Rमें है तो इनका योग a0b0भी R में होगा इसी तरह से a1b1 भी R में है और anbn भी R में है यह नया पॉलिनॉमियल Pnका सदस्य है तो हमने देखा एडिशन के संदर्भ में क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है इसी तरह से Pn में से अगर हम pt एलिमेंट लेंगे और उसको किसी स्केलर से गुणा करेंगे यानी कि लंबदा गुणा pt तो क्या होगा तो यह लंबदा a0से गुणा होगा फिर a1 से और फिर यह as से गुणा होगा तो यह नया पोलीनोमिअल Pn का सदस्य होगा तो यहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में क्लोजर प्रॉपर्टी भी संतुष्ट होती है इस तरह से एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में क्लोजर प्रॉपर्टी परिभाषित की गई है इस उदाहरण में हमने देखा Pnt पॉलिनॉमियल्स स्पेस R के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है अगला उदाहरण मैट्रिक्स स्पेस पर देखेंगे यह मैट्रिक्स स्पेस भी एक वेक्टर स्पेस है उदहारण के तौर पर यहाँ m बाय n को 2 बाय 3 ले लेते है तो यहाँ 2 बाय 3 का मैट्रिक्स लिया गया है 2 बाय 3 के यह मैट्रिक्स में यहाँ a b c और फिर d e and f लिया गया है यह इस सेट का पहला एलिमेंट है अब इसमें से दूसरा एलिमेंट लेते हैं यहाँ a 2 b 2 c 2 और फिर d 2 e 2 f 2 है यह दोनों एलिमेंट M2×3 के एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 2 बाय 3 है अब इन दोनों मैट्रिक्स को जमा करेंगे तो जो मैट्रिक 2 बाय 3 हमें प्राप्त होगा उसमें हम केवल कॉम्पोनेन्ट को जमा कर रहे है a 1 जमा a 2 यह b 1 जमा b 2 इसी तरह से बाकी भी होंगे यह मैट्रिक्स भी 2 बाय 3 का मैट्रिक्स होगा जिसके कॉम्पोनेन्ट भी वास्तविक संख्या है यह सभी वास्तविक संख्याएं हैं और इन को जमा करने पर भी एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है तो यह नया मैट्रिक्स M2×3 का सदस्य है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में इस सेट के हर एलिमेंट को लंबदा से गुणा करेंगे यानी कि हर कॉम्पोनेन्ट को लंबदा से गुणा करेंगे तो यह जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा यह भी M2×3का सदस्य है जिससे हमें पता चलता है कि मेट्रिक स्पेस जिनका ऑर्डर m×n है वह भी एक वेक्टर स्पेस है अब हम एक और उदाहरण देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमे Ax0के हल देखते है यह एक वेक्टर स्पेस बनता है तो देखते हैं कि यह कैसे एक वेक्टर स्पेस बनता है हम एक सेट V लेंगे जहाँ x∈Rnऔर जो Ax बराबर 0 को संतुष्ट करता है हमने लेक्चर के शुरुआत में भी इस ख़ास सेट के बारे में चर्चा की थी Vx∈RnAmnxn0m यह नल्ल स्पेस कहलाता है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी यहां पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है क्योंकि यहां एलिमेंट्स Rnके सदस्य है और हमें पहले ही पता है कि Rn एक वेक्टर स्पेस है और यह सेट Vके एलिमेंट सेट Rn से प्राप्त होते हैं तो स्वाभाविक है कि यह सभी प्रॉपर्टीज भी संतुष्ट हो जाएँगी यानी कि कमयुटेटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यह सभी संतुष्ट हो जाएँगी क्योंकि Rnएक वेक्टर स्पेस है अब क्लोज़र प्रॉपर्टी देखते है यहाँ हम सेट V से दो एलिमेंट्स लेंगे x1 और x2 सलूशन की प्रॉपर्टी ही बताती है कि x1x2 भी इस सेट का सदस्य है क्योंकि Ax1x2 बराबर है 0 के और A गुणा λx1 या λx2 भी 0 के बराबर है यह केवल होमोजीनीयस सिस्टम ऑफ एक्वेशन के साथ ही प्रॉपर्टीज़ संतुष्ट होती है लेकिन अगर यह दायीं ओर ग़ैर शून्य होता है तो यह प्रॉपर्टीज़ संतुष्ट नही होती है उदाहरण के तौर पर हम देख सकते है कि अगर नोन होमोजीनीयस सिस्टम है तो यह दोनों प्रॉपर्टीज़ संतुष्ट नही होती है होमोजीनीयस सिस्टम ऑफ एक्वेशन के लिए यह सलूशन सेट एक वेक्टर स्पेस है और यह वेक्टर स्पेस एक ख़ास सेट कहलाता है नल्ल स्पेस यह मेट्रिक्स A का नल्ल स्पेस है ध्यान दें कि यह सेट V एक सबसेट है सेट Rn का और यह वेक्टर स्पेस बनता है इसलिए इसे वेक्टर सबस्पेस कहते है वेक्टर सबस्पेस एक वेक्टर का सबसेट होता है इसलिए इसे एक वेक्टर सबस्पेस कहा जाता है इसे विस्तार पूर्वक आगे देखेंगे तो देखते हैं कि सबस्पेस क्या होते है Vएक वेक्टर स्पेस मान लेते है Wएक सबसेट है Vका अगर W एक वेक्टर स्पेस है तो हम Wको सबस्पेस कहेंगे अगर यह W वेक्टर स्पेस है उसी वास्तविक संख्या के सेट के ऊपर और उन्हीं ऑपरेशन के संदर्भ में जो कि वेक्टर स्पेस में है तो W को एक वेक्टर सबस्पेस कहेंगे हर uv∈W और ∈Rके लिए निचे दी गई क्लोज़र प्रॉपर्टी संतुष्ट होनी चाहिए uv∈W u∈W इससे सबस्पेस की पहचान करना और भी आसान हो गया है और अब हमे जो भी प्रॉपर्टीज पहले वर्णित की थी उनके बारे में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है अब हम केवल क्लोज़र प्रॉपर्टी के बारे में ही चर्चा करेंगे क्योंकि बाकी की प्रॉपर्टीज आसानी से संतुष्ट हो जाती है तो जब भी हम वेक्टर स्पेस की जांच करेंगे तब यह क्लोज़र प्रॉपर्टी को संतुष्ट करेंगे पहली प्रॉपर्टी के लिए हम दो एलिमेंट्स लेंगे और इनका योग इस सेट का सदस्य होना चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी में यह u भी इस सेट का सदस्य होगा ट्रिविअल सबस्पेसेस क्या है सबस्पेसेस का उदाहरण है सेट 0 तो अगर वेक्टर स्पेस से केवल 0एलिमेंट ले लिया जाये तो यह एक वेक्टर स्पेस बनता है क्यूंकि यह क्लोज़र प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है उदाहरण के तौर पर अगर हम जीरो एलिमेंट लेते हैं और इसमें जीरो जमा करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है और अगर हम किसी भी स्केलर से इस जिरो एलिमेंट को गुणा करते हैं तो यह जीरो ही रहता है तो यह एक वेक्टर स्पेस है जहाँ सभी क्लोजर प्रॉपर्टीज संतुष्ट होती है दूसरा सबस्पेस खुद सेट Vहै दूसरा उदाहरण हम UabcabcR3लेंगे यह R3का सबस्पेस है तो इस सेट में हमने मूल रूप से वह एलिमेंट्स लिए जिनके सभी कॉम्पोनेंटस बराबर है स्वभाविक है की है यह R3 का सदस्य है R3 एक वेक्टर स्पेस है और यह R3का सबस्पेस है इसका कारण है कि अगर सेट Uसे दो एलिमेंट्स लेंगे यह U का सदस्य है क्योंकि यह तीनो बराबर है अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को जमा करेंगे तो यह जो नया एलिमेंट प्राप्त होता है उनके कॉम्पोनेन्ट भी बराबर होंगे तो यह भी उसी सेट U का सदस्य बन जाएगा और दूसरा अगर हम इसे लंबदा से गुणा करेंगे तो नया एलिमेंट λa होगा और यहाँ भी तीनों कॉम्पोनेन्ट बराबर होंगे इस कारण यह U का सदस्य होगा तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टीज संतुष्ट होती हैं और इससे U R3का सबस्पेस बन जाएगा उदाहरण 2 यहाँ Vx1x2R2x1≥0x2≥0 दिया गया है यह कॉम्पोनेन्ट नोन नेगेटिव है x1≥0x2≥0 और सवाल यह है कि क्या सेट V वेक्टर स्पेस बनाता है इसका जवाब ना है क्योंकि अगर हम एक एलिमेंट यहां से लेते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कि लंबदा गुणा यह वेक्टर क्या सेट V का सदस्य है या नहीं तो अगर लंबदा बराबर माइनस 1 लेंगे और V के इस एलिमेंट से गुणा करेंगे तो यह नोन नेगटिव एलिमेंट नहीं रहेगा क्योंकि साइन लगाने पर यह x1x2 बन जाएगा जो सेट का सदस्य नहीं है तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट नहीं होती है एक बार फिर से देखते है अगर इस 1 को किसी एलिमेंट से गुणा करेंगे तो यह V का सदस्य नहीं होगा क्योंकि Vकी प्रॉपर्टी है कि दोनों कॉम्पोनेन्ट नो नेगेटिव होने चाहिए तो यहां हमने एक उदाहरण देखा जहां सेट वेक्टर स्पेस नहीं बनाता हालांकि यह R स्क्वायर का सबसेट है पिछले उदाहरण में वेक्टर इस तरह के फॉर्म के है s4t3s t5st2tTऔर यह s और tवास्तविक संख्या है अब यह सवाल है कि क्या यह वेक्टर ्स R4का सबस्पेस है कि नहीं R4इसलिए है क्योंकि यहाँ 4 कंपोनेंट्स है इसे इस तरह से मानना आसान होगा s4t 3s t 5st 2t s1 3 5 0 t 4 1 1 2 तो यह नया वेक्टर इस सेट का ही सदस्य होगा यहाँ दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है इसलिए यह R4 का वेक्टर स्पेस बनता है आगे के लेक्चर्स में देखेंगे की R4 के इस सेट का हम कैसे परिणाम निर्धारित करेंगे यह डायमेंशन की टर्म्स में निर्धारित किया जाएगा या फिर कुछ और मानदंड निर्धारित किए जाएंगे यह सब हम आगे के लेक्चर्स में पड़ेंगे अब इस लेक्चर के निष्कर्ष पर आते हैं वेक्टर स्पेस के लिए एडिटिव प्रॉपर्टी और स्केलर प्रॉपर्टी यह दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमने बहुत से उदाहरण देखें वेक्टर स्पेस और वेक्टर सबस्पेस के तो यह संदर्भ सामग्री का उल्लेख है जो इन लेक्चर्स को बनाने में इस्तेमाल की गई है धन्यवाद